सभी को नमस्कारआज हम माइक्रोवेव एंपलीफायरस के बारे में बात करेंगे पिछले व्याख्यान में आपने विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर के बारे में सुना था तो आज हम माइक्रोवेव एम्पलीफायरों के डिज़ाइन के लिए ट्रांजिस्टर के अनु प्रयोग को देखेंगे हालाँकि हम एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर औप एंप के साथ शुरू करने जा रहे हैं इसका कारण यह है कि आप पहले से ही जानते हैं कि औप एंप कैसे काम करता है तो आइए हम एक inverting एम्पलीफायर का एक सरल उदाहरण देखें और हमारे यहां एक डिज़ाइन स्टेटमेंट है कि इनवर्टिंग एम्पलीफायर को माइनस 1000 के गेन के लिए डिज़ाइन करना है इसलिए इनवर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशनको यहाँ पर दिखाया गया है जहाँ हम देख सकते हैं कि यहां एक फीडबैक रजिस्टर R2 हैकुछ पुस्तकों में इसे Rf लिखते हैं और यहाँ रजिस्टर R1 है और हम कह सकते हैं कि इस विशेष एम्पलीफायर का गेन कुछ भी नहीं है लेकिन समस्या यह है कि हमें यह माइनस1000 गेन के लिए डिज़ाइन करना है इसलिए हमें R1 और R 2 के मान का चयन करना होगा तो R 1 और R 2 को चुनने की कई संभावनाएं हैं तो हम R1 को 1 Ω R2 को 1 kΩ या 10 Ω 10 kΩ 1 k Ω 1 MΩके रूप में चुन सकते हैं तो अब रजिस्टेंस के इन विभिन्न मूल्यों में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है ये सभी मान हमें माइनस 1000 के बराबर गेन देंगे लेकिन क्या ये प्रायोगिक मान हैं तो यह वह है जहां अंतर तब होता है जब आप एक एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए कि वे कौन से पैरामीटर चुनने चाहिए ताकि यह विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करे इसलिए उदाहरण के लिए यहाँ पर यदि हम R1 को 1Ω के बराबर चुनते हैं तो क्या होगा इनपुट इंमपीडांस इस बिंदु को देखते हुए R1 के बराबर होगा और यह 1 Ω के बराबर है अब एक एम्पलीफायर के लिए आम तौर पर वांछनीय विशेषता यह है कि इसमें बहुत उच्च इनपुट इंमपीडांस होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि यदि हम 1 k Ω का मान चुनते हैं तो R2 1 MΩ हो जाता है अब बेशक 1 MΩ के रजिस्टर उपलब्ध हैं लेकिन यदि आप एक प्रायोगिक 741 Op Amp के बारे में सोचते हैं तो प्रायोगिक 741 Op Amp में 2 MΩ के बराबर इन 2 बंदरगाहों के बीच एक इनपुट इंमपीडांस है तो यह 2 MΩ किसी तरह इस विशेष रेसिस्टेंस के समानांतर आता है इसलिए यदि आप 1 MΩ के इस मूल्य को चुनते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको 1000 का गेन नहीं मिलेगा वास्तव में इससे थोड़ा कम होगा अब Op Amp से जुड़ी एक और समस्या है और यह फ्रीक्वेंसी के साथ विशिष्ट गेन की भिन्नता है तो आइए देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 100000 का टिपिकल गेन है और फिर यह गेन कम हो रहा है अब आम तौर पर 741 Op Amp के लिए गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो यहाँ पर लिखा है 1 मेगाहर्ट्ज है इसलिए यदि हम 1000 के गेन के लिए एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं तो हम 1000 के गेन के अनुरूप यहां एक रेखा खींचते हैं और हम देख सकते हैं कि संबंधित फ्रीक्वेंसी 1 kHz होगी तो इसका मतलब है यह विशेष एम्पलीफायर केवल सिग्नल को 1 kHz तक बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा तो इसका मतलब है कि इसका उपयोग ऑडियो सिग्नल के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऑडियो सिग्नल बैंडविड्थ 20 kHz तक हो सकता है इसलिए यदि आप 20 kHz तक का उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो आपको यह उच्च गेन की विशेष विशेषता नहीं मिलेगी तो क्या इसका मतलब है कि हम 741Op Amp को उच्च गेन के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं वास्तव में मैं आम तौर परउच्च गेन 1000के लिए इन Op Amps को डिजाइन करने का सुझाव नहीं देता हूं मैं आमतौर पर सलाह देता हूं कि आप इस विशेष मान को 2 या 3 चरणों में प्राप्त करें इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप 3 चरणों का उपयोग करते हैं तो प्रत्येक चरण हमें 10 10 10 का गेन दे सकता है दूसरी बात यह है कि यदि आप केवल 2 चरणों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से गेन का का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि 10 और 100 शायद 316 और 316 का तो आप समग्र गेन 1000 का प्राप्त कर सकते हैं एक और बात जो मैं आमतौर पर सुझाऊंगा कि इनमें से अधिकतर एप्लीकेशन के लिए नॉन इनवर्टर एम्पलीफायर डिजाइन करना बेहतर है हम इस विशेष बिंदु पर इनपुट देंगे और यह ग्राउंडेड होगा उस विशेष मामले में गेन 1 R2 R1 द्वारा दिया जाएगा तो यहाँ फायदे हैं अगर हम यहाँ इनपुट देते हैं तो इनपुट एमपीडांस बहुत अधिक है तो हम एक उच्च इनपुट एमपीडांस एम्पलीफायर बना सकते हैं ऐसे कई अनुप्रयोग हैं जहाँ हमें लो सिग्नल या वह सिग्नल जो शायद बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर होते हैं उन्हें बढ़ाना पड़ता है यह एक डीसी वोल्टेज भी हो सकता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि एक सेंसर इस विशेष पोर्ट पर यहाँ से जुड़ा हुआ है और यह सेंसर एक तापमान सेंसर टेंपरेचर सेंसर थर्मोकपल और अन्य कोई भी सेंसर हो सकता है और ये सेंसर आम तौर पर बहुत कम वोल्टेज देते हैं जो 1 µV या 1 mV के क्रम के होते हैं इसलिए हमें उस विशेष सिग्नल को बहुत अधिक गेन के साथ एंपलीफाय करना होगा तो आप कभी कभी इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन सावधान रहें आपको पता होना चाहिए कि क्या एप्लीकेशन है किस एप्लिकेशन के लिए आपको एम्पलीफायर को डिज़ाइन करना है अब यहां से हम बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होंगे और वह माइक्रोवेव एम्पलीफायर है लेकिन मैं सिर्फ एक बात फिर आपके ध्यान में लाना चाहता हूं की फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर गेन कम हो जाता है अब यह 1 मेगाहर्ट्ज़ है अगर हम 1 गीगाहर्ट्ज़ गेन पर जाते हैं तो 741 ऑप एमप के लिए बेहद खराब प्रतिक्रिया होगी वास्तव में यह काम भी नहीं करेगा लेकिन मैं कई ओप एम्प्स का उल्लेख करना चाहता हूं उनके पास गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट 1 गीगाहर्ट्ज से कुछ कम गीगाहर्ट्ज तक होती है इसलिए यदि आप बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी पर OpAmp का उपयोग करना चाहते हैं तो 741 Op Amp का उपयोग करने की तुलना में उन Op Amp का उपयोग करना बेहतर है तो आइए हम अगले हिस्से पर जाएं कि ट्रांजिस्टर का उपयोग करके कैसे माइक्रोवेव एम्पलीफायर को डिजाइन किया जाए इसलिए यहां हमने BFP520 ट्रांजिस्टर का उदाहरण लिया है वास्तव में इन्हें लो नॉइस सिलिकॉन बाइपोलर ट्रांसिस्टर कहा जाता है यह Infineon कंपनी के लिए उपलब्ध है और आप वास्तव में इस विशेष चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं और इस विशेष ट्रांजिस्टर की डेटा शीट देख सकते हैं इसलिए मैं यहां कुछ चीजों का जिक्र करना चाहता हूं तो इस ट्रांजिस्टर को वीसीई 2 वोल्ट आईसी 10 A के लिए बायस करना होगा ट्रांजिस्टर यहां पर इस तरह दिखता है तो हमारे पास टर्मिनल 1 है जो कि बेस है टर्मिनल 2 और टर्मिनल 4 दोनों एमिटर हैं 2 और 4 को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि हमारे पास एक एमिटर हो जो कॉमन है और यह कलेक्टर है तो हमें कहने दे की आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉमन बेस एम्पलीफायर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर से परिचित होंगे तो उनमें से कुछ का उपयोग किया जा सकता है लेकिन थोड़ा संशोधन के साथ अब आम तौर पर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर एक निर्माता एच पैरामीटर नहीं देता है लेकिन वह वास्तव में एस पैरामीटर देता है तो यह एस पैरामीटर नेटवर्क एनालाइजर का उपयोग करके मापा जाता है तो नेटवर्क एनालाइजर का एक बंदरगाह जो वास्तव में विभिन्न आवृत्तियों का निर्माण कर रहा है ट्रांजिस्टर के इनपुट पोर्ट से जोड़ा जाता है और ट्रांजिस्टर के आउटपुट पोर्ट को नेटवर्क एनालाइजर के दूसरे पोर्ट से जोड़ा जाता है जोकि मेजरमेंट करता है बेशक नेटवर्क एनालाइजर दोनों दिशाओं में भी मेजर कर सकता है तो इस नेटवर्क एनालाइजर का उपयोग करके वास्तव में S11 S21 S12 के साथ साथ S22 को भी माप सकते हैं तो यहाँ S21 और S11 के प्लॉट दिए गए हैं तो आइए देखें कि यहाँ क्या है तो यह फ्रीक्वेंसी है जिसकी रेंज 0 से 6 गीगाहर्ट्ज की है और यह गेन है जिसे आप देख सकते हैं कि इसकी रेंज 0 से 25 तक भिन्न होता है ये संख्यात्मक मान हैं तो आइए देखें किS21 का परिमाण कैसे बदलता है आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ S21 का मान घट रहा है तो यहाँ कुछ विशिष्ट संख्याओं को देखें 2 GHz की फ्रीक्वेंसी पर S21 10 के बराबर है इसलिए गेन 2 के बराबर है तो यह 100 के बराबर होगा और अगर हम अब 10 लॉग ऑफ गेन लेते हैं जो 20 डीबी हो जाता है इसलिए इस फ्रीक्वेंसी पर लाभ 20 डीबी है तो इस विशेष फ्रीक्वेंसी पर आप कह सकते हैं जोकि लगभग 06 GHz हैगेन S21 है जो कि 2है जो 400 के बराबर है और 400 26 dB के बराबर है लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती हैगेन कम होता रहता है और कोई भी यह देख सकता है कि अब 4 गीगाहर्ट्ज पर गेन2जो 25 के बराबर है और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती है गेन और कम हो रहा है अब इसी के अनुसार अब हम देखते हैं कि हमारे पास S11 प्लॉट है कोई भी वास्तव में यहाँ देख सकता है कि कम आवृत्तियों पर S11 बहुत घटिया है यदि आप S11 के लिए 08 का मान देखते हैं और याद करें की रिफ्लेक्शन कोफीसेंट S11 के बराबर है जो 08 के बराबर है तो रीफ्लेक्टेड पावर 082 जो 064 है तो इसका मतलब है कि 64 प्रतिशत पावर वापस रिफ्लेक्टेड होगी तो किसी को वास्तव में इस विशेष आवृत्तियों पर कुछ करना चाहिए इसलिए यदि आप कम आवृत्तियों पर इस विशेष ट्रांजिस्टर का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें इस विशेष ट्रांजिस्टर के इनपुट रेजिस्टेंस को अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए आप देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 गीगाहर्ट्ज़ पर रिफ्लेक्शन कोपीसेंट अपेक्षाकृत 03 से कम है जो लगभग 10 प्रतिशत की रिफ्लेक्टेड पावर के समान से है जो स्वीकार्य हो सकता है लेकिन अगर हम जानते हैं कि हम 3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करने जा रहे हैं या हमें 25 गीगाहर्ट्ज की वाई फाई आवृत्ति पर काम करने जा रहे हैं तोहमें पता हैं कि S11 का मान क्या है तो इसको इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क नेटवर्क प्रदान करके इसमें सुधार किया जा सकता है अब आउटपुट पोर्ट पर भी इसी तरह की चीज की जरूरत है S22 भी फिर से 0 के बराबर नहीं हो सकता है इन सभी आवृत्तियों पर इसका परिमित मान हो सकता है इसलिए हमें आउटपुट इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क प्रदान करने की आवश्यकता है इसलिए किसी दिए गए डिवाइस के लिए आमतौर पर निर्माता द्वारा एस पैरामीटर को बायसिंग कंडीशन के लिए निर्दिष्ट किया जाता है तो अब हम क्या करने जा रहे हैं अब हम Ƭinको कैसे ढूंढना है उसके बारे में अभिव्यक्ति को देखने जा रहे हैं अब यह अवधारणा किसी भी सामान्य उपकरण के लिए सामान्य है लेकिन चूंकि यह विषय माइक्रोवेव एम्पलीफायर है इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में एम्पलीफायर लिखा है तो आइए देखें कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि हमƬin का पता लगाना चाहते हैं तो आइए देखें कि हम कैसे Ƭin का पता करें तो यहां एक दी गई डिवाइस को वांछित फ्रीक्वेंसी पर अपने एस पैरामीटर द्वाराबायसिंग कंडीशन पर निर्दिष्ट किया गया है अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह इनकमिंग वेव a1 है यहाँ इनकमिंग वेव a2 है यह रिफ्लेक्टेड वेव b1 है यह रिफ्लेक्टेड b2 है यह उपकरण अब सोर्स से जुड़ा है जिसक जिसके पास सोर्स एमपीडांस है और यहां पर लोड है तो यहाँ उद्देश्य Ƭinका पता लगाना हैठीक है तो हम कैसे शुरू करें हमें एस पैरामीटर्स के साथ शुरू करते हैं हम पिछले व्याख्यान अपने में एस पैरामीटर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं तो एस पैरामीटर जो b1 b2 के संदर्भ में परिभाषित किए गए है और ये हैंS11S12a1a2S21a1S22a2 अब यहां एक और चीज पर गौर करें जो किƬLहै तो हम कैसे रिफ्लेक्शन कोफिशेंट को परिभाषित करते हैं सामान्यतया रिफ्लेक्शन कोफिशेंट को आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेवइंसीडेंट वेव तो अब यदि आप यहाँ इस तरफ देखते हैं तो रिफ्लेक्टिड वेव क्या है वह होगा ए2 और इंसीडेंट वेव क्या है वह होगा तो ƬLa2 b2 होगा तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं a2 और कुछ नहीं बल्कि ƬL टाइम्स b2 के बराबर है इसलिए हम इस विशेष मान को यहां डालते हैं हम इस विशेष समीकरण में a2 के इस मान को यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए b2S21a1S22ƬLb2 अब हम b2 के लिए इस विशेष बात को सरल करते हैं तो यह शब्द इस ओर आएगा और फिर हम इसे विभाजित करेंगे तो बी 2 अभिव्यक्ति समीकरण नंबर 4 द्वारा दी गई है तो अब हम क्या करते हैं हम वास्तव में इस विशेष समीकरण में b2 के मान को यहाँ पर डालते है लेकिन a2 को ƬLटाइम्स b2 लिखने के बाद हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य यह Ƭinका पता लगाना है जो कि बी 1 डिवाइडेड बाय ए 1 के बराबर है हमने पहले ही a2 को यहाँ से हटा दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं इस समीकरण मेंअब हम a2 को यहाँ से हटा देंगे तो हम देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं b1 S11a1S12a2है a2 हैऔरƬL b2और b2 इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है इसलिए अब हम उस समीकरण को हल करते हैं और हमें यहाँ पर यह विशेष अभिव्यक्ति मिलती है तोक्या है यह अभिव्यक्ति Ƭin S11S12S21ƬL 1 S22ƬL के बराबर है डिवाइस के लिए आम तौर पर हम S11 से परिचित हैं अब यहाँ एक एडिशनल टरम अतिरिक्त अवधि आगई हैं यह अतिरिक्त अवधि यहाँ क्यों आई है इसका कारण यह है कि डिवाइस के S पैरामीटर तब परिभाषित होते हैं जब आप मैचड लोड को इनपुट या आउटपुट साइड पर डालते हैं यहां पर यह मैचड लोड के साथ टर्मिनेट नहीं किए जाते हैं लेकिन यह वास्तव में कुछ अज्ञात लोड इमपीडांस ZL के साथ टर्मिनेट किए जाते है इसलिए यदि ZL अज्ञात है यदि यह 50 Ω के बराबर नहीं है तब ƬL 0 के बराबर नहीं होगा लेकिन मान लें कि यदि इसे 50 Ω के साथ टर्मिनेट किया जाता है उस स्थिति में ƬL 0 के बराबर होगा और यदि ƬL 0 के बराबर है तो हम यहां 0डालते हैं ƬinS11 के बराबर होगा तो तो इस तरह S पैरामीटर्स को परिभाषित किया जाता है आइए हम एक और बात यहां भी देखते हैं और वह है S21 हम जानते हैं कि यहां से यहां तक फॉरवर्ड गेन है और एम्पलीफायर को वास्तव में इनपुट साइड से आउटपुट साइड पर सिग्नल को भेजना चाहिए S12 क्या है S12 है यदि हम आउटपुट साइड पर इनपुट देते हैं आउटपुट क्या है आम तौर पर हम बोले तो S12 का मान 0 के आसपास होना चाहिए तो इस केस में यदि आप S12 को शून्य कर दे तो हमें क्या मिलेगा Ƭin S11के बराबर होगा और उस विशेष मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है ƬL तो वास्तव में इसका मतलब यह है कि यदि एम्पलीफायर केवल इस दिशा में सिग्नल भेज रहा है और यहां कोई सिग्नल नहीं भेज रहा है इसे यूनीलेट्रल केस कहा जाता है वास्तव में हम चाहते हैं कि एक एम्पलीफायर पूरी तरह से एकतरफा मामला हो इसका मतलब है यह केवल इस दिशा में सिग्नल भेजता है यह इस विशेष दिशा में सिग्नल नहीं भेजता है यदि यह इस विशेष दिशा में कुछ सिग्नल भेजता है तो इसे बायलेटरल केस कहां जाता है अब इस समीकरण को और सरल बनाया जा सकता है तो आइए देखें कि हमारे यहाँ क्या है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिनॉमिनेटर 1 S22ƬL वही रहता है यह विशेष चीज को किया जाता है तो आपको प्राप्त होगा S11 S11S22ƬL और यह टर्म यहां पर ताकि इसे इस विशेष रूप में सरल बनाया जा सकेयहां पर जहां Δ अभीव्यक्ति द्वारा यहां दिया जाता है Δ क्या है यहां पर यह S मैट्रिक्स का डिटर्मिननेंट है S11S22 S12S21 एस मैट्रिक्स का डिटर्मिननेंट माना जाएगा हम बाद में इस विशेष समीकरण का उपयोग करेंगे तो अब Ƭin को खोजने का उद्देश्य क्या है दरअसल खोजने का उद्देश्य Ƭin का है किहमें पता लगे की Ƭin का क्या मान है इन सभी बातों पर विचार करने के बाद फिर हम यहाँ पर इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं ताकि अधिकतम पावर ट्रांसफर हो सके जब इस विशेष उपकरण के लिए स्रोत से अधिकतम पावर ट्रांसफर होगातो ऐसा तब होगा जब ƬS इस तरफ से देखने पर Ƭin के बराबर हो तो आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड एमपीडांस सोर्स एमपीडांस के बराबर होनी चाहिए यदि यह वास्तविक एमपीडांस है लेकिन कंपलेक्स एमपीडांस के लिए लोड एमपीडांससोर्स एमपीडांस के कंपलेक्स कन्ज्यूगेट के बराबर है तो हमें यही करना होगा तो पहले हम Ƭin का मान ढूंढेंगे इस अभिव्यक्ति का उपयोग करके और फिर हम एक इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं तो ताकि उस विशेष चीज का ƬSƬin कॉनज़्युगेट के बराबर हो अब उसी अवधारणा का उपयोग करके हम डिवाइस के ƬOUT पता लगा सकते हैं लेकिन इससे पहले कि हम इस पर गौर करें मैं आपको सहज रूप से बताऊंगा कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए तो अगर Ƭinकी बजाय यह ƬOUT हो तो यह होगा b2 विभाजित a2 S11 बन जाएगाS22 S22 बन S11 जाएगाS12 और S21 स्वैप हो जाएंगे तो यह वही रहेगा औरƬL बन जाएगा ƬS तो हम देखते हैं तो यह व्युत्पत्ति ƬOUT डिवाइस की है तो फिर क्या हम पता लगाना चाहते हैं हम चाहते हैं पता लगाना ƬOUT के बारे में जो b2 डिवाइडेड बाय a2 है अब आउटपुट एमपीडांस का पता लगाने के लिए या ƬOUT हमें स्रोत को 0 के बराबर बनाना होगा इसलिए आप देख सकते हैं कि स्रोत अब 0 बना है क्योंकि हमने वोल्टेज सोर्स लिया था तो 0 वोल्टेज स्रोत का मतलब होगा शॉर्ट सर्किट अगर कोई करंट सोर्स होता तो हम करंट सोर्स को 0 के बराबर बना देते जिसका अर्थ है ओपन सर्किट इसलिए अब उद्देश्य ƬOUTको खोजना है जोकि b2a2 है यदि आप इस अभिव्यक्ति को यहाँ देखते हैं तो मैंने आपको केवल इस बात का उल्लेख किया था कि यह केवल Ƭin को देखकर ही इस अभिव्यक्ति को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर हम जल्दी से देखते हैं कि हम डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं फिर हम एस मापदंडों के साथ शुरू करते हैं जो यहां पर दिए गए हैं इस मामले में अब हम Ƭs को परिभाषित करते हैं Ƭs इस विशेष साइड पर यहाँ क्या देख रहा है और Ƭs के लिए हमें फिर से क्या कहना है यह एक रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंसीडेंट वेव है तो यदि आप इस तरफ से देख रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या है इंसीडेंट वेव क्या है इसलिए यहाँ लिख सकते हैं a1 S टाइम्स b1 है a1 के इस मान को प्रतिस्थापित करें और सरल करें आपको यह विशेष अभिव्यक्ति मिलेगी और यह अभिव्यक्ति इस विशेष रूप में लिखी जा सकती है जहाँ Δ कुछ भी नहीं है पर S11S22 S12S21 है तो अब हम गेन के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करेंगे और यहाँ हम मेसन के सिग्नल फ्लो नियम का उपयोग करेंगेआम तौर पर इस मेसन के सिग्नल फ्लो नियम को कंट्रोल थिअरी में सिखाया जाता है लेकिन हम यहां पर भी इसी सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिवाइस के एस पैरामीटर लोड सोर्स एमपीडांस हैं याद रखें यह 50 Ωनहीं है इस ZS को ठीक से चुना जाएगा ताकि हम बाद में इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क प्रदान कर सकें तो यहाँ यह स्रोत bs वेबफॉर्म प्रदान कर रहा है तो अब देखते हैं कि हम वास्तव में कैसे इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को बना सकते हैं इसलिए हम फिर से शुरू करते हैं यहां एस पैरामीटर्स के साथ हम यह भी जानते हैं कि a2 क्या है a2 ƬLb2 है आप बस जल्दी से यहाँ जाँच कर सकते हैं ƬL क्या है ƬL रिफ्लेक्टेड वेव a2 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वेव है तो यह हमें a2 ƬL b2 देता है ƬS क्या है इसलिए ƬSहमने पहले देखा था कि यह a1 डिवाइडेड बाय b1 था लेकिन यह मामला तब था जब bs 0 के बराबर था यदि bs उस विशेष मामले में मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि bs भी आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैंa1 अब बराबर होगा ƬS b1 bs के तो अब इन 4 समीकरणों चित्रमय रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है तो हम देखते हैं कि हम इस विशेष सिग्नल प्रवाह का निर्माण कैसे कर सकते हैं तो चलिए बी 2 से शुरू करते हैं तो b2 द्वारा S21a1 दिया गया है तो b2 से हम a1 का पता लगाते हैं तो a1 को S21से गुणा किया जाता है प्लस S22a2 तो हम यहाँ a2 का पता लगाते हैं इसलिए इन्हें पाथ गेन के रूप में जाना जाता है अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं जो b1 है तो b1S11a1S12a2 है तो प्लस S12 a2 अब हमें इस समीकरण को यहाँ देखना होगा तो a2 ƬL b2 है तो a2 ƬL b2 और a1 यहाँ इस अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है तो आइए देखते है कि क्या a1है तो b1 टाइम्स ƬS और प्लस bs यहाँ से आ रहा है तो अब देखते हैं कि मेसन सिग्नल फ्लो के लिए अभिव्यक्ति क्या है तो यह ट्रांसफर फ़ंक्शन है जिसका उपयोग एम्पलीफायर के गेन का पता लगाने के लिए किया जा सकता है तोयह यहाँ पर क्या दर्शाता है इस ट्रांसफर फ़ंक्शन का उपयोग ट्रांसफर फ़ंक्शन मान लो पॉइंट 1 से पॉइंट टू तक का पता लगाने के लिए किया जा सकता है तो यह अभिव्यक्ति यहाँ क्या है आइए हम भाजक से शुरू करते हैं जिसे आप यहां देख सकते हैं यह 1 ⅀L ⅀ ⅀ है तो आइए देखें कि ये चीजें क्या हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं L L L ये कुछ भी नहीं हैं बल्कि सभी प्रथम क्रम दूसरे क्रम और तीसरे क्रम के लूप का जोड़ है मैं अगली स्लाइड में परिभाषित करूंगा कि ये चीजें क्या हैं अब यहाँ हमारे पास अंश में आप देख सकते हैं यहाँ एक P1 है यह पथ संख्या 1 का गेन है यह पथ संख्या 2 का गेन है और यहां ये टर्म क्या हैं ये टर्म हैं येअलग अलग लूप हैं जो पथ 1 को नहीं छूते हैं और ये लूप हैं जो पथ पी 2 को नहीं छूते हैं अब देखते हैं कि हम इस विशेष मामले के विभिन्न मापदंडों का पता कैसे लगा सकते हैं हम उस गेन का पता लगाना चाहते हैं जो b2 bs द्वारा दिया गया है b2 आउटपुट है bs इनपुट है तो आइए देखें कि हमारे पास क्या रास्ता है bs से b2 तक केवल 1 रास्ता है और हम लिख सकते हैं कि गेन पाथ कुछ भी नहीं बल्कि 1 1 S21 के बराबर है तो यह पाथ गेन है इस पॉइंट से इस विशेष पॉइंट तक जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो इसका मतलब है कि P2 0 के बराबर है इसलिए ये अलग अलग चरण हैं तो चरण 1 पथ इसलिए हम वास्तव में देख सकते हैं कि केवल 1 पथ है जो S21 के बराबर है मैं केवल यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं कि पथ को परिभाषित करने के लिए किसी भी नोड को एक बार से अधिक नहीं छुआ जाना चाहिए तो अब देखते हैं कि पहले क्रम का लूप क्या हैं तोइस विशेष मामले में 3 पहले ऑर्डर के लूप हैं और इन अभिव्यक्तियों द्वारा इन 3 लूप के लिए लूप गेन यहां दिया गया है तो यह पहला दूसरा और तीसरा है अब यह सेकंड ऑर्डर लूप क्या है दूसरा ऑर्डर लूप किसी भी 2 नॉन टचिंग लूप का प्रोडक्ट होता है ये 2 लुप एक दूसरे को छू नहीं रही हैं तो इसलिए यह टर्म यहाँ पर आती है आप देख सकते हैं कि वह यहाँ पर इन 2 टर्र्म का एक प्रोडक्ट है कोई तीसरा ऑर्डर लूप नहीं है क्योंकि कोई 3 नॉन टचिंग लूप नहीं हैं और इसलिए यह विशेष चीज 0 के बराबर होगी तो अब हम b2 को bs से विभाजित करके लिख सकते हैं तो हम अंश को देखते हैं तो यह कुछ नहीं बल्कि P1 है कोई लूप नहीं है जो इस विशेष पथ को नहीं छू रहा है इसलिए अन्य टर्म 0 हैं इसलिए हमारे पास केवल S21 ही रह गया है आइए अब हमडेनोमिनेटर को देखते हैं डेनोमिनेटर 1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर लूप का योग है तो आप यहाँ देख सकते हैं S11 ƬS फिर S22ƬL फिर यहाँ पर यह टर्म तो वह पहले ऑर्डर लूप का योग और फिर दूसरे ऑर्डर लूप का योग और केवल 1 टर्म है तो यह यहाँ आता है अब इस अभिव्यक्ति को इस विशेष रूप में सरल किया जा सकता है हम बाद में देखेंगे कि यह कैसे विशेष रूप इस विशेष एम्पलीफायर के गेन को डिजाइन करने के लिए उपयोगी होगा अब हम 3 विभिन्न प्रकार के गेन को परिभाषित करने जा रहे हैं अब अब तक आप केवल 1 गेन से अधिक परिचित थे आप जानते हैं कि इनपुट वोल्टेज द्वारा विभाजित आउटपुट वोल्टेज या इनपुट पावर द्वारा विभाजित आउटपुट पावर तो क्यों हम 3 विभिन्न प्रकार के गेन को परिभाषित कर रहे है वास्तव में मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि ये सभी 3 गेन एक दूसरे से बहुत सरल तरीके से संबंधित हैं हम पहले ऑपरेटिंग पॉवर गेन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि Pl Pin द्वारा दिया गया है पावर जो लोड को प्रदान कि जाति है Pin क्या है वह इनपुट पावर है तो हम यहाँ से इस अभिव्यक्ति पर चलते हैं जो कीट्रांसड्यूसर पावर गेन है ट्रांसड्यूसर पावर गेन यदि आप देखते हैं कि अंतर केवल इतना है कि यहां Pin PAVS के बराबर है तोक्या होगा स्रोत से उपलब्ध पावर का अधिकतम मान जब Pin अधिकतम होगा तोPin अधिकतम होगा जब ƬIN ƬS के बराबर होगा तो हमारे पास यहां क्या है कि डिवाइस के इनपुट इंपेडेंस स्रोत इंपेडेंस के कॉन्प्लेक्स कन्ज्यूगेट के बराबर होना चाहिए अब देखते हैं कि क्या है दी गई डिवाइस से अधिकतम उपलब्ध पावर इस अभिव्यक्ति को यहाँ पर परिभाषित किया गया है तो Gt की तुलना करें यहाँ क्या अंतर है अब Pl PAVN के बराबर है तो यह पावर का अधिकतम मान है जिसे लोड तक पहुंचाया जा सकता है और अधिकतम पावर तब उपलब्ध होगी जब ƬL बराबर होगा Ƭout कन्ज्यूगेट के तो इसका मतलब है कि एक उपकरण से अधिकतम पावर तब उपलब्ध होगी जब इनपुट के साथ साथ आउटपुट एमपीडांस भी कंपलेक्स कन्ज्यूगेट सोर्स और लोड एमपी डांस का उस विशेष मामले में हम वास्तव में कहते हैं कि यह एक एम्पलीफायर से अधिकतम उपलब्ध पावर है तो अब बस जल्दी से भाव को देखते हैंठीक है हम ट्रांसड्यूसर पॉवर गेन के साथ शुरुआत करेंगे और ट्रांसड्यूसर पॉवर गेन एक्सप्रेशन इस टरम द्वारा यहां दिया गया है तो हम इस विशेष अभिव्यक्ति के साथ क्यों शुरू कर रहे हैं इसका कारण यह है कि लोड हमारे हाथ में नहीं हो सकता है आवश्यकता के आधार पर लोड बदल सकता है लेकिन पावर जो हमें सोर्स से उपलब्ध होती है उसे अप्टिमाइज अनुकूलित किया जा सकता है हम यहां क्या कर सकते हैं कि हम वास्तव में पता लगा सकते हैं किडिवाइस का ƬIN क्या है और फिर हम इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को इस तरह से डिजाइन करते हैं ता कि स्रोत से सक्रिय डिवाइस के इनपुट तक अधिकतम पावर हस्तांतरण हो सके तो इसीलिए हम Gt से शुरू कर रहे हैं ठीक है तो अब Gt क्या है PL P जो की सोर्स से उपलब्ध है तो यह इस द्वारा दिया गया है½⎥b2⎥2 ⎥a2⎥2 क्यों b2 स्क्वेयर वह वेब है जो लोड पर जा रही है और a2 लोड से रिफ्लेक्टेड बैक सिग्नल है तो इसलिए P जो लोड पर दिया गया है इस अभिव्यक्ति द्वारा यहां दी जाएगी हम b 2लेते हैं फिर यह 1 होगा और यह b2 द्वारा विभाजित a 2 होगा तो यह ƬL हो जाएगा तोयह Pl के लिए अभिव्यक्ति है आइए देखें कि सोर्स से उपलब्ध P के लिए कैसे अभिव्यक्ति का पता लगा सकते हैं और यह बराबर है 12⎪bs⎪2 के यह हिस्सा एक तरह का स्पष्ट है लेकिन हमारे पास यहां एक और टर्म है अब यह अभिव्यक्ति इस विशेष अभिव्यक्ति के बराबर होगी यदि ƬS 0 के बराबर है तो यदि तो ƬS 0 के बराबर है यह 1 0 होगा इसलिए यह स्पष्ट है कि P जो सोर्स से उपलब्ध है वह 12⎪bs⎪2के बराबर है अब यह टर्म चित्र में क्यों आया है इसका कारण यह है कि अगर यह ठीक से मैच नहीं होती है तो वेव का हिस्सा क्या होगा वापस रिफ्लेक्ट होगा तोबस मान लें कि शब्दों का मामला ƬS 1 के बराबर है इसलिए यदि यह 1 है तो इसका मतलब 1 1 0 होगा और इसका मतलब यह होगा कि स्रोत से उपलब्ध पावर अनंत है वास्तव में इसका क्या मतलब है खैर आप अलग तरह से सोच सकते हैं देखें अगर सब कुछ वापस रिफ्लेक्टेड होता है तब हम वैचारिक रूप से कह सकते हैं कि अनंत पावर उपलब्ध है हालांकि वास्तव में बोले यह उपलब्ध नहीं है आप कुछ भी आपूर्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए सामान्य तौर पर हम हमेशा कोशिश करते हैं किƬSको ठीक से किया जाए ताकि सोर्स से उपलब्ध पावर को अधिकतम किया जा सके अब हम Gt के लिए अभिव्यक्ति को देखते हैं तो PlP जो स्रोत से उपलब्ध है द्वारा विभाजित है तो आधा और आधा रद्द हो जाएगा तो b2 को bs द्वारा विभाजित किया गया हैयह अभिव्यक्ति हम पिछली स्लाइड में प्राप्त करते हैं इसलिए इसकी कई टर्म होंगी अन्य टर्म पर भी नजर डालते है जो अंश में हैं हमारे पास 1 ¿ΓL∨¿2¿ है जो यहीं लिखा है यह टर्म विभक्त होने के बाद भाजक मे थी तो यह यहाँ पर ऊपर जाएगा अबसभी ये टर्म यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि bs द्वारा विभाजित b2 की इस अभिव्यक्ति के कारण तो आप वास्तव में देख सकते हैं यहां यह टर्म स्रोत साइड में सब कुछ से संबंधित हैयह टर्म लोड साइड में सब कुछ के साथ संबंधित है तो मूल रूप से आप यहां पर क्या देख सकते हैं यह गेन टर्म स्रोत साइड का है इसे इनपुट साइड पर इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को चुनकर अनुकूलित किया जा सकता है अब यह वह टर्म है जो लोड साइड के अनुरूप है यह उचित आउटपुट इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को डिजाइन करके ठीक से अनुकूलित किया जा सकता है लेकिन मैं अभी भी यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं आप यहां देख सकते हैं ƬIN यह वह तरीका नहीं है जिसे bs द्वारा b2 के रूप में लिखा गया था मैं बस यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा सरलीकरण करना होगाƬIN द्वारा दी गई है ƬIN S11S12S21ƬL1 S22ƬL सबस्टिट्यूट करें उस अभिव्यक्ति को आपको वह मिलेगा जो हमने पिछली स्लाइड में प्राप्त किया था हम यहाँ परƬOUT देख सकते हैं है तो यहाँƬOUT जबकि यह यहाँ पर S22 है तो फिर सेƬOUT के लिए आपके अभिव्यक्ति लिखना है ƬOUTजिसमें से S22 प्लस दूसरा टर्म है इसे सरल करें आपको पिछली स्लाइड के समान ही अभिव्यक्ति मिलेगी वास्तव में ये 2 अभिन्व्यक्तियां बिल्कुल समान हैं सिर्फ प्रतिनिधित्व थोड़ा अलग है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इनपुट साइड हैं ये आउटपुट साइड हैं तो अगले व्याख्यान में हम यहां से शुरू करेंगे हम अभिव्यक्ति Gt के साथ शुरू करेंगे और फिर हम अन्य अभिव्यक्ति प्राप्त करेंगे तो बस संक्षेप में आज हमने एक बहुत ही सरल inverting परिचालन एम्पलीफायर के साथ शुरू कियाजहां हमने शून्य से 1000 के बराबर गेन डिजाइन समस्या पर ध्यान दिया और कैसे रिजिस्टर को उचित रूप से चुना जाना चाहिए फिर हमने एक ट्रांजिस्टर के एस पैरामीटर कोऔर हमने देखा कि ट्रांजिस्टर का S21 लगातार घटता है जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है तो उच्च फ्रीक्वेंसी पर वास्तव में बोलूं तो हमें गेन को ठीक से अनुकूलित करना होगा ताकि हम उच्च गेन प्राप्त कर सकें और लाभ प्राप्त कर सकें हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें ढूंढना होगा ƬIN हमें ढूंढना होगाƬOUTऔर फिर हमें इनपुट और आउटपुट दोनों साइड पर इंपेडेंस मिलान नेटवर्क डिजाइन करना होगा इसलिए अधिकतम पावर ट्रांसफर इनपुट से आउटपुट साइड तक होता है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको अगली बार देखेंगे